पहले लेक्चर में हमने बायोइनफॉर्मेटिक्स के बेसिक के बारे में जाना साथ ही इसके विभिन्न फीचर्स जैसे डाटाबेस का डेवलपमेंट एल्गोरिदम और हाइपोथेसिस संरचना पर आधारित ड्रग डिजाइन और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बारे में जाना इसके साथ ही हमने बायो लॉजिकल सिस्टम की जटिलताओं और उसको समझने में बायोइनफॉर्मेटिक्स की भूमिका के बारे में भी जाना

जानकारी के द्वारा ऑर्गेनेज्म अपने शरीर के अंदर केमिकल कंपोजिशन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चे में मां से करली हेयर और पिता से उसकी आंखों का रंग आ सकता है यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कारण होता है और यह इंफॉर्मेशन जिस यूनिट में रहती है उसे जीन कहते हैं इस तरह बहुत सारी जींस है यह जीनोम सिक्वेंस मैं होते हैं इनमें बहुत सारी जींस होती हैं इन जींस में विशेष सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे ATCG एडमिन थायमीन साइटोसिन गवानीने और हम न्यूक्लियोटाइड प्राप्त करते हैं इनमें फास्फेट ग्रुप होता है तथा सेंट्रल डीऑक्सिराइबोस शुगर और आर एन ए में भी 4 बेस ATUC होते हैं थायमीन की जगह यूरेसिल होता है इस तरह 3 कॉमन बेस और एक अलग यूरेसिल होता है यदि आप डीएनए आरआरएनए देखें तो डीएनए के नाम से डीऑक्सिराइबोस न्यूक्लिक एसिड है यहां पर शुगर मॉलिक्यूल H डीऑक्सी है जबकि आर एन ए में यह OH है एक oxyribose के कारण यह आर एन ए है अर्थात डीएनए में पाए जाने वाले चार बेस दो ग्रुप में डाले गए हैं पहला purinesइसमें डबल रिंग होता है एक रिंग पेंटागन और दूसरी हेक्सागन होती है पिरिमिडाइन मैं हेक्सागन शेप होती है

इसमें चार कार्बन और दो नाइट्रोजन होते हैं साइटोंसीन RNA और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं जबकि डीएनए में थाईमीन और RNA में यूरेसिल है छात्र डी ऑक्सी राइबोस और यूरेसिल छात्र बेस तथा दूसरे बेस लेवलस्टूडेंट डीएनए और आरएनए में 4 बेस होते हैं और शुगर होती है इनमें फास्फेट बॉन्ड होते हैं यह चैन कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल वन 23 है और यहां OH है तो यह H और OH जोड़कर कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं यहां लिंकेज होती है यह दो फास्फोडाईईस्टर के बीच में बनती हैइसलिए यह फास्फोडाईईस्टर लिंकेज कहलाती है इस लिंकेज के द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसे आप चित्र में देख सकते हैं अब यदि हम डीएनए मॉलिक्यूल देखें तो यह कोशिका में पाया जाता है और डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन दूसरे स्टैंड के साथ आवश्यक रूप से redundantहोते हैं एक का डायरेक्शन 5'3' साइट पर और दूसरे कंप्लीमेंट्री का डायरेक्शन 3'5 'होगा' तो प्रत्येकG एक स्टैंड में उपस्थित दूसरे स्टैंड केCके साथ या इसके विपरीत एक स्टैंड केCसे दूसरे कंप्लीमेंट्री स्टैंड केG से पेयरिंग होगी एक strand adenine हो तो वह दूसरे स्टैंड के thymine से और यदि एक स्टैंड मेंguanine हो तो वाह दूसरे ट्रेंड केcytosine से जुड़ेगा करेगा इस तरह डीएनए का मॉडल बनता है इसकी बैकबोन फास्फेट बैकबोन होती है इनमें हाइड्रोजन डीएनए में लैडर टाइप स्ट्रक्चर होता है दोनों स्ट्रैंड में पाए जाने वाले बेस पहले एक्जेक्टली मैच करते हैं यह उनकी स्पेस और केमिकल ग्रुप से होता है इसके अलावाबॉन्डिंग पैटर्न और फेवरेबल एनर्जी होती है जिसके द्वारा यह आपस में फिट होते हैं वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था इन्हें1962 मैं नोबेल प्राइज मिला था आप देखेंगे की adenine और thymineके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स pair करते हैं औरguanine कीpairing cytosine के साथ तीन हाइड्रोजन बांड से होती है इस तरह काpairing कैसे होती है स्टूडेंट क्योंकि एक purine और दूसरा pyrimidine है तो यदि एक purine और एकpyrimidine के बीच बांड बने तो इनके बीच ज्यादा स्पेस रहेगा और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नष्ट होगी और यह ज्यादा क्राउडेड हो जाएंगे इस तरह का इंटरेक्शन स्टेरिक इंटरेक्शन होता है जिसके कारण और साथ में इनके केमिकल ग्रुप के कारण A हमेशा T से और G हमेशाC से pair करता है तो यदि एक स्ट्रैंड के बेस मालूम हो तो कंप्लीमेंट्री स्टैंड आसानी से समझा जा सकता है तो आप यह समझ गए होंगे की डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होते हैं एक का डायरेक्शन5' to3'और दूसरे का3'to5' होता है क्योंकि डीएनए के द्वारा होने वाली कोशिकीय गतिविधियां हमेशा5'3' डायरेक्शन में होती है इसलिए5'to3' डायरेक्शन महत्वपूर्ण है तो यदि आपके पास एक सीक्वेंसACGTTACG और यह5'3' डायरेक्शन में है तो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगाA के लिए Student T स्टूडेंट T A के लिएTC के लिए G औरG के लिएC और T के लिएAहोगा अब यदिCGTAACGT से स्टार्ट हो तो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस कैसे लिखेंगे इसमें एक का डायरेक्शन5'3' हो तो दूसरे का3'5' होगा यहां सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि 2 बेस PAIR करते हैं और इस STRANDका डायरेक्शन रिवर्स होता है बायोइनफॉर्मेटिक्स में आप एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं किसी दिए हुए सीक्वेंट एल्गोरिदम लिखकर कंप्लीमेंट्री स्टैंड का एल्गोरिदम लिखा जाता है स्टूडेंट तो हम एक सीक्वेंस लेकर उसके साथ रिवर्स सीक्वेंस लेकर कंप्लीमेंट्री STRAND बना सकते हैं लिटरेचर में बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है जिनका उपयोग डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए किया जा सकता है इस तरह के इस तरह के कई प्रोग्राम एक साथ पैकेज के रूप में उपयोग किए जाते हैं यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजीEMBOSS एक सॉफ्टवेयर है डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है यह बहुत सारे प्रोग्राम को इकट्ठा कर बनाया गया है तो सीक्वेंस एनालिसिस के लिए जैसे डीएनए सीक्वेंस और अन्य एनालिसिस के लिए यह उपयोग किया जा सकता है EMBOSS सॉफ्टवेयर को वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं इसे एडिट कर आप रिवर्स सीक्वेंस और कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं तो यदि आप डेटाबेस सीक्वेंस दें या आप फाइल यूज़ करें या आपकी अपनी फाइल आपके कंप्यूटर में हो और आप सीक्वेंस दे पाए यह मैनुअली दिया जा सकता है जैसे यदि मैंACTGACC सीक्वेंस दो तोGCTCAGT करेक्ट सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री strand में प्राप्त होगा अब जब कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्राप्त हो जाए तो अगला स्टेप इस डीएनए को ट्रांसलेट करना होगा जिसे ट्रांसलेट कर प्रोटीन बनता है यह प्रक्रिया प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है पहले ट्रांसक्रिप्शन और बाद में ट्रांसलेशन होता है Student Transcription ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया मैसेंजर आर एन ए ए और फिर ट्रांसलेशन होता है इस तरह 2 स्टेप होते हैं पहला हमारे पास डीएनए हो यह आर एन ए में चेंज हो इस केस में डीएनए में चार बेसATCG होते हैं आर एन ए मेंA के लिएU होता है यहां पर डीएनए सीक्वेंसATCG के लिए आर एन ए सीक्वेंसUCGC होगा इस तरह A का जोड़ाU से बनेगा अब यदि आपके पास आर एन ए सीक्वेंस तैयार हो जाते हैं तो यह आर एन ए राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन ट्रांसलेट करेगा किंतु ट्रांसक्रिप्शन मेंRNA POLYMERASE आवश्यक है इस ट्रांसक्रिप्शन में राइबोसोम महत्वपूर्ण है एमआरएनए ट्रांसलेट करते हैंतो इस तरह यह डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है और यह कोडान का उपयोग करते हैं कोडान तीन न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं प्रत्येक कोडॉन एक विशेष अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं इस तरह 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं किंतु 20 एसिड रेसिड्यूज होते हैं इसलिए एकदम सही कॉरस्पॉडेंस मुश्किल है यदि आप चार न्यूक्लियोटाइड कोड ले 24 न्यूक्लियोटाइड ही बनेंगे 4 एमिनो एसिड उपयोग होंगेकिंतु आपके पास भी है यदि यह दो के कॉन्बिनेशन हो तो कितने प्राप्त होंगे Student 16 स्टूडेंट16 4 गुना चार 16 किंतु यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास 20 रेसिड्यू है कॉन्बिनेशन3 अर्थात कितने होंगे स्टूडेंट64 किंतु4 4464 कांबिनेशन 20 अलग अलग एमिनो एसिड है इस तरह बहुत सारे कोडॉन है बहुत सारे कोडान समान अमीनो एसिड के लिए होते हैं यह डिजनरेसी कहलाती है कोई एक सिंगल कोडॉन किसी एक अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट नहीं है बल्कि कई कोडॉन किसी एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं जैसे दो कोडान UUU औरUUC phenylalanine के हैं UUAUUG औरCUU leucine के लिए है स्टॉप को डॉन के बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स UGA स्टॉप को डॉन है Tryptophan के लिए केवल एक कोडॉन UGC होता है यही कारण है की tryptophane प्रोटीन सीक्वेंस में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है 18 एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं इसे degeneracy कहते हैं तो यदि हमारे पास डीएनए सीक्वेंस हो तो हम प्रोटीन सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके पास डीएनए या RNAसीक्वेंस है तो जैसे यदि मैं यहां RNAसीक्वेंस देखूं तो इसके द्वारा बनाया जा सकता है इसे कैसे करते हैं 3 स्टेप लेते हैं पहलेACG हैं ACG को फिरUGC को फिरUGC यह CYSTINE के लिए हैं ACG कोड T के लिए है UGC कोडCYSTINE के लिए हैGCA Alanine के लिए हैUGC फिरCYSTINE के लिएAAC Aspargine के लिएCGAArginine के लिएAUG methionine के लिए है इन सीक्वेंस का क्या होता है जैसे यदि न्यूक्लियोटाइडA ना हो तो क्या सीक्वेंस में अंतर आ सकता है स्टूडेंट डिफरेंट प्राप्त होंगे

यू जी ए स्टॉप कोड न होता है यदि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को अलग कर दिया जाए तो डीएनए सीक्वेंस से एक बिलकुल भिन्न प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा एक तरह आप बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर साथ ही प्रोग्रामिंग का उपयोग कर एक कोड को लेकर आर एन ए सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर प्रोटीन सीक्वेंस पाया जा सकता है प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं समझते हैं पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए इनपुट सीक्वेंस भी चाहिए तो अब प्रोग्राम कैसे बनाए जाए जिससे आर एन ए सीक्वेंस से प्रोटीन सीक्वेंस पाए जा सके इसके लिए कौन से इनपुट आवश्यक है स्टूडेंटसीक्वेंस इसके लिए आवश्यक है उदाहरण के तौर पर पहले आपको आर एन ए सीक्वेंस चाहिए स्टूडेंटACU तो आपके पास RNA सीक्वेंस है इसके अलावा और कौन सी इनफार्मेशन चाहिए इसके अलावा कोड की आवश्यकता होती है जिस से आप मैपिंग कर सकते हैं आप table होती है यह को डॉन से एमिनो एसिड टेबल होती है तो क्या हम प्रत्येक कोडन के लिए और उससे बनने वाले अमीनो एसिड के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं क्या हमें यह प्राप्त हो सकती है पहले आर एन ए को ट्रिपलेट में बदलना आवश्यक है आपके पास 2 को डॉन है तीन न्यूक्लियोटाइड तो इन्हें पहले तीन पीस में कट करते हैं जिससे ओवरलैपिंग ना हो इस तरह non overlapping विशेष आवश्यकता है फिर से को डॉन से मैच करते हैं यह आपके पास उपलब्ध टेबल से करते हैं यह मैप मैच सीक्वेंस है आप को इस के द्वारा एमिनो एसिड प्राप्त हो जाता है इस सीक्वेंस को आखरी तक करने पर प्रोटीन सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है तो यदि आपके पास आरन ए सीक्वेंस है कोडॉन टेबल है तो आप आर एन ए सीक्वेंस को काटकर 3न्यूक्लियोटाइडप्राप्त करते हैं और इन प्रत्येक को डॉन को मैप कर एमिनो एसिड प्राप्त करते हैं इन्हें टेबल में देखकर पहचाना जाता है यह ध्यान रखना होता है कि कोडॉन ओवरलैपिंग ना करें सीक्वेंसिंग के आखिरी तक जाने पर प्रोटीन सीक्वेंस प्राप्त हो जाते हैं लिटरेचर में बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध है जैसेEMBOSS सॉफ्टवेयर यह आरएनए सीक्वेंस को प्रोटीन में परिवर्तित करता है यहां आपtransq इस्तेमाल करेंगे यह मॉड्यूल EMBOSSमैं उपलब्ध है सीक्वेंसAUGUGA GCAUGCयदि आप किसी एक के साथ जाएं तो आप डिफरेंट फ्रेम्स पाएंगे यहां पर डिफरेंट फ्रेम है Student 6 इन6 फ्रेम्स में 3 फॉरवर्ड फ्रेम्स हैं तीन अभी मैं बताऊंगा तो यदि आप इन सीक्वेंस को ले और प्रोटीन सीक्वेंस बनाएं तो यह एक सा सीक्वेंस देंगे तो यदि मुझे TCA CNR MX सीक्वेंस मिले तो प्रत्येक सीक्वेंस से सिक्स रीडिंग फ्रेम्स कैसे बनेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 और रिवर्स डायरेक्शन में 3 उपलब्ध है उदाहरण के तौर पर5' से3' डायरेक्शन में डीएनए सीक्वेंस हैं तो पहले तीन न्यूक्लियोटाइड को डॉन से शुरुआत करना होगी यदि इन्हेंCAA TGG CTA कहें और इसके साथ आगे बढ़े यदिCAA कोडQ क्यों के लिए हैTCG कोडW के लिए हैतो हमें चित्र के अनुसार एमिनो एसिडसीक्वेंस मिलेंगेयदि C कट करें तो पुनः 3 सीक्वेंस मिलेंगे तोAAT GCC TAG आदि एमिनो एसिड टेबल चेक करेंगे यदि आप तीसरी बार इसे करें तो यहC Aसे शुरू होगा तथाATG GCT AGG TAC और इसी तरह से मिलेंगे आप प्रत्येक कोडान के लिए टेबल देखेंगे हमेंMART मिलेगा अब यदि हम पुनः इसे करें Student Again the same तो पुनः समान अमीनो एसिड बनेंगे यदि समान रिपीट हो और यहTGG हो तो सामान एमिनो एसिड नहीं प्राप्त होंगे तो यहां पर तीन अलग अलग प्रोटीन प्राप्त होंगे जैसा रिवर्स फ्रेम मैं होता है रिवर्स कंप्लीमेंट मैं यदि5' से3' सीक्वेंस लिए जाएं तो को डॉनCTC GGA TTT मिलेंगे यह यदिL एल के लिए कोड है तोGGA कोडG के लिए TTTकोडW के लिए होगा अब आप एमिनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं इस में से किसी एक को लेकर आप दूसरा फिर तीसरा फ्रेम बना सकते हैं इस तरह6 डिफरेंट3 फॉरवर्ड और3 रिवर्स फ्रेम से आप छह अलग अलग फ्रेम्स बना सकते हैं फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे की कौन सा फॉरवर्ड और कौन सा रिवर्स रीडिंग है यदि आप वहीEMBOSS सॉफ्टवेयर में जाएं तो आप देखेंगे की बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं जिनकी अलग अलग उपयोगिता है यह अलग अलग एल्गोरिदम के उपयोग से चलते हैं इसके द्वारा डीएनए और आरएनए सीक्वेंस के फीचर्स पता करे जा सकते हैं